नमस्कार कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम IPv4 ऐड्रेसिंग स्कीम विस्तार में देख रहे हैं अब हम IPv4 और नेटवर्क लेयर प्रोटोकोल में IPv4 का प्रयोग करते हुए कुछ विशिष्ट समस्याओं को देखेंगे साथ ही हम इसका एक संभावित हल भी देखेंगे कि हम इस प्रकार वास्तव में करंट इंटरनेट में इसको माइग्रेट कर रहे हैं जिस संकल्पना कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे नेटवर्क ऐड्रेस ट्रांसलेशन अथवा नैट कहते हैं नैट वास्तव में वृहत तौर पर प्रयोग में आने वाली संकल्पना है जिसे तकरीबन सभी इंस्टिट्यूट नेटवर्क में उपयोग किया जाता है अब IPv4 के साथ समस्या यह है कि जो IPv4 ऐड्रेस हमारे पास है वह काफी सीमित संख्या में है अगर आप यहां ऐड्रेस स्पेस को देखें तो यह ऐड्रेस स्पेस जो हमारे पास है वह मुख्य तौर पर क्लास A क्लास B और क्लास C है यह आईपी एड्रेस के तीन क्लासेस अथवा 3 क्लासेस का 3 सेट है और यह क्लास D आईपी ऐड्रेस जो कि मल्टीकास्ट डाटा ट्रांसफर के लिए है क्लास E आईपी ऐड्रेस रिजर्व श्रेणी के लिए है हम अपने सामान्य इंटरनेट डाटा ट्रांसफर के लिए इस क्लास E आईपी एड्रेस का उपयोग नहीं कर पाते हैं जबकि क्लास D आईपी ऐड्रेस को देखें तो क्योंकि यह मल्टीकास्ट डाटा डिलीवरी के लिए डिजाइन किया गया है और आज के इंटरनेट मल्टीकास्ट में यह वास्तव में बहुत कम उपयोग में है और डाटा ट्रांसफर के लिए वृहत तौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं मल्टीकास्ट डाटा डिलीवरी के लिए जो ऐड्रेस स्पेस रिजर्व किए गए हैं उनका उपयोग हम सामान्य डाटा ट्रांसफर के लिए नहीं कर सकते लेकिन यह बेकार जा रहा है या कह सकते हैं यह अंडर यूटिलाइज्ड है हमारे पास जो यह एड्रेसेस के यह तीनों क्लासेस हैं क्लास A क्लास B और क्लास C तो क्लास A क्लास B और क्लास C से हमें एड्रेसेस एलोकेट करना है अधिकतम हम क्या कर सकते हैं एक सिंगल क्लास को मल्टीपल सबनेट्स में ब्रेक करने के लिए अथवा मल्टीपल क्लासेस को एक साथ कंबाइन करने के लिए क्लासलैस ऐड्रेसिंग की संकल्पना अथवा सी आई डी आर को अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद ऐड्रेस स्पेस को इंडिविजुअल सबनेट्स को असाइन कर सकते हैं वृहत तौर पर अगर आप यह सोचे कि क्लास A क्लास B और क्लास C लिए हमारे पास जो उपलब्ध कुल ऐड्रेसेस हैं तो यद्यपि आईपी ऐड्रेस 32 बिट्स के होते हैं लेकिन हम 232अलग अलग एड्रेस नहीं प्राप्त कर रहे हैं हम केवल क्लास A क्लास B और क्लास C को यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन इन 3 क्लासेज में भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस और फिर नेटवर्क एड्रेस है प्रत्येक इंडिविजुअल क्लास यानी क्लास A क्लास B और क्लास C के लिए होस्ट को नेटवर्क एड्रेस असाइन करने के लिए हम उन ब्रॉडकास्ट एड्रेस का उपयोग नहीं कर पा रहे है यह इंटरनेट में हमारे पास उपलब्ध ऐड्रेसेस की संख्या को सीमित कर देता है इस प्रतिबंध के साथ अगर आप इसे देखें तो हमारे पास आजकल जितने भी डिवाइसेज हैं और जिन्हें आईपी ऐड्रेस की आवश्यकता है यह प्रभावी तौर पर बूस्ट अप हो रहा है जबसे आईपी ऐड्रेस चलन में आया है तब से अब तक यह सैकड़ों गुना बढ़ चुका है आप देखिए हमें जितने आईपी एड्रेस इसकी आवश्यकता है यह इतनी नहीं है जितने कि हमारे पास डिवाइसेज है आजकल हमारे पास जितने डिवाइसेज है इनमें से अनेक के पास मल्टीपल नेटवर्क इंटरफ़ेसेज है और वास्तव में प्रत्येक इंडिविजुअल इंटरफेस के लिए एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता है और यही कारण है कि उपलब्ध ऐड्रेस स्पेस से हमें और अधिक आईपी ऐड्रेस की आवश्यकता होती है IPv4 ऐड्रेसिंग स्कीम के साथ यही समस्या होती है कि हमारे पास जो ऐड्रेस स्पेस है वह सीमित है और जो हमारे पास नेटवर्किंग की इक्विपमेंट्स यानी जो डिवाइस की संख्या है यह एक्स्पोनेंटीली बढ़ रही है और जैसा क्लास D और क्लास E आईपी ऐड्रेसेस में होता है एड्रेस की एक बड़ी तादाद या तो बेकार जा रही है या फिर है अंडर यूटिलाइज्ड है इसका एक संभावित हल क्या हो सकता है इसका एक संभावित हल यह है कि क्या हम एड्रेस को रीयूजेबल बना सकते हैं अमूमन आईपी ऐड्रेसेस इस प्रकार डिवेलप नहीं किए जाते हैं कि वह रीयूजेएबिलिटी को सपोर्ट करें क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस के साथ प्रत्येक इंडिविजुअल डिवाइस अथवा प्रत्येक इंडिविजुअल नेटवर्क इक्विपमेंट नेटवर्क में यूनिकली आईडेंटिफाई होना चाहिए अब प्रश्न यह आता है कि आप इस रीयूजेएबिलिटी को अप्लाई कैसे करते हैं यहां भी हम इस संकल्पना को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं मेरा नाम संदीप चक्रवर्ती है और यह आवश्यक नहीं कि इस दुनिया में मैं ही एक अकेला हूं जिसका नाम संदीप चक्रवर्ती हो तो जब हम पोस्टल मेल सेंड कर रहे हो तब वास्तव में हम दो लोगों में फर्क कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं आईआईटी खड़कपुर में अथवा किसी अन्य जगह में मान लीजिए आईआईटी एक्स वाई जेड में संदीप चक्रवर्ती का लोकेशन क्या है अगर हम आईटी खड़कपुर में संदीप चक्रवर्ती को पोस्टल मेल सेंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा हमें एड्रेस किस प्रकार रखना होगा ताकि संदीप चक्रवर्ती आईआईटी खड़कपुर या संदीप चक्रवर्ती आईआईटी एक्स वाई जेड में हो इस प्रकार से संभवत आप दो लोगों के बीच फर्क कर सकते हैं लेकिन तब क्या होगा जब आईआईटी खड़कपुर में दो संदीप चक्रवर्ती हो उस स्थिति में संभवत हम डिपार्टमेंट के आधार पर फर्क कर सकते हैं एक ही डिपार्टमेंट में अगर दो संदीप चक्रवर्ती हो तब तो मैं भी नहीं जानता कि क्या किया जा सकता है लेकिन यहां पर भी किसी स्तर पर हमें यूनिकनेस की आवश्यकता होती है तो संभवत यहां हम यह कर सकते हैं कि संस्था के स्तर पर या इंस्टीट्यूट के स्तर पर हम जिस नाम अथवा जिस लोकल ऐड्रेस का उपयोग कर रहे हैं उसे रीयूज़ किया जा सकता हो यहां उसी प्रकार के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम आईपी ऐड्रेस के लिए रीयूजेएबिलिटी की संकल्पना का प्रयोग करते हैं हमारे पास आईपी ऐड्रेस के कुछ ब्लॉक हैं जिन्हें हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं ये प्राइवेट एड्रेसेस रीयूज किए जा सकते हैं ये प्राइवेट एड्रेसेस आईआईटी खड़कपुर में पुट किए जा सकते हैं और वही प्राइवेट आईपी ऐड्रेसेस आईआईटी मुंबई में अथवा आईआईटी कानपुर में अथवा आईआईटी हैदराबाद या फिर दुनिया में किसी भी इंस्टिट्यूट में पुट किए जा सकते हैं इस प्रकार से संभवत हम दो एड्रेस इसके बीच यह देख कर फर्क कर सकते हैं चाहे वह एड्रेस आईआईटी खड़कपुर में हो या आईआईटी मुंबई में हो या आईआईटी हैदराबाद में हो या कोई स्टैंड अलोन एड्रेस हो रीयूजेबिलिटी की संकल्पना को हमें ऐड्रेसिंग में लाने की आवश्यकता है लेकिन जब भी आप इस रीयूजेबिलिटी की संकल्पना को सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं तो अभी भी आपके पास एक समस्या है समस्या यह है कि आप पैकेट को सेंड या रूट कैसे करेंगे इंटरनेट के माध्यम से एक पैकेट को सेंड करने के लिए अंततः आपको एक एड्रेस की आवश्यकता होती है जो कि दुनिया में यूनिक हो तो आप संभवत क्या कर सकते हैं आप चीजों में इस आधार पर फर्क कर सकते हैं कि भले ही वह आईआईटी खड़कपुर में हो या आईआईटी मुंबई में हो या आईआईटी दिल्ली में हो आपके पास एक एड्रेस होता है जो कि दुनिया में यूनिक हो आईआईटी खड़कपुर यह दुनिया में यूनिक है आईआईटी बॉम्बे यह दुनिया में यूनिक है स्टैनफोर्ड यह दुनिया में यूनिक है Refer Slide time 0835 हम नेटवर्क ऐड्रेस ट्रांसलेशन या नैट में करते क्या हैं हम उपलब्ध ऐड्रेस स्पेस को रीयूजजेबल ऐड्रेसेस और नॉन रीयूजजेबल ऐड्रेसेस में विभाजित करते हैं रीयूजजेबल ऐड्रेसेस प्राइवेट ऐड्रेसेस होते हैं तथा रीयूजजेबल ऐड्रेसेस पब्लिक ऐड्रेसेस होते हैं जो कि यूनिक होते हैं तथा जिनका उपयोग पैकेट को वैश्विक तौर पर सेंड करने में होता है पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना होगा इंटरनल या प्राइवेट एड्रेस को एक्सटर्नल या पब्लिक एड्रेस तक ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म की आवश्यकता होगी यह एक्सटर्नल डिवाइस से इंटरनल मेकैनिज्म को हाइड करता है क्योंकि एक्सटर्नल या बाहरी लोग यह नहीं जान पाएंगे कि मेल संदीप चक्रवर्ती को जा रहा है या सौम्यकांति घोष को जा रहा है वो बस यह देख पाएंगे मेल आईआईटी खड़कपुर को जा रहा है आईआईटी खड़कपुर अब पब्लिक आईडेंटिटी बन रहा है जब यह स्थानीय लोगों तक या आईआईटी खड़कपुर के स्थानीय पोस्टल सेंटर तक पहुंचता है तो वो यह फर्क कर पाएंगे कि मेल को संदीप चक्रवर्ती तक डिलीवर करने की आवश्यकता है या मेल को सौम्यकांति घोष को डिलीवर करने की आवश्यकता है इस प्रकार से हम पूरे सिस्टम में फर्क करते हैं सिर्फ कुछ पब्लिक एड्रेस के द्वारा ही आप इंटरनेट एक्सेस की अनुमति एक बड़ी तादाद में यूजर्स को दे पाएंगे यहां प्राइवेट से पब्लिक मैपिंग की प्रक्रिया में एक दिलचस्प बात है अगर आप आईटी खड़कपुर की जनसंख्या के बारे में सोचें तो यहां पर स्टूडेंट्स फैकेल्टी या स्टाफ जो आईटी खड़कपुर में रहते हैं उनमें से सभी लोग तो नहीं बल्कि एक सीमित संख्या में यूजर्स हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं जो भी यूजर्स इंटरनेट को इस समय एक्सेस कर रहे हैं उनके लिए मुझे आईपी ऐड्रेसेस की आवश्यकता है इसमें जो लोग निष्क्रिय हैं उनके लिए मुझे आईपी ऐड्रेस की आवश्यकता नहीं उनके लिए मुझे आईपी ऐड्रेस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है अगर आपके पास पब्लिक आईपी ऐड्रेसेस का एक छोटा सेट हो तो संभवत मैं प्राइवेट एड्रेस जो कि मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूं तथा पब्लिक आई पी एड्रेस के बीच डायनामिक मैपिंग कर सकता हूं जब भी वह इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो उनको मैं इनमें से एक पब्लिक आईपी दे सकता हूं इस प्रकार से हम इस सिस्टम की रीयूजेबिलिटी सुनिश्चित कर सकते हैं अगर आप IPv4 एड्रेस ब्लॉक में देखें तो यह IPv4 एड्रेस ब्लॉक आईपी ऐड्रेस पूल के इंडिविजुअल क्लासेस से प्राइवेट एड्रेस देता है क्लास A से हमारे पास 10000 से 10255255255 इस रेंज में प्राइवेट एड्रेस है क्लास B से 1721600 से 17232255255 तक और क्लास C से 19216800 से 192168255255 तक प्राइवेट एड्रेस है आईपी एड्रेस के इंडिविजुअल क्लासेस से आपने आई पी एड्रेस का एक ब्लॉक या कुछ ब्लॉक्स लिए हैं और इनको प्राइवेट आई पी एड्रेस के तौर पर डेजिग्नेट किया है आप यह स्लाइड में देख सकते हैं ये नैट का बेसिक ऑपरेशन है नैट कुछ और नहीं बल्कि एक डिवाइस अथवा एक राउटर या आप इसे एक गेटवे भी कह सकते हैं नैट में एक ओर हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क है देखिए यह मेरा प्राइवेट नेटवर्क है और इसके बाद यह मेरे पास मेरा पब्लिक नेटवर्क है प्राइवेट नेटवर्क में मेरे पास मल्टीपल मशीन है जो कि इस प्राइवेट आईपी ऐड्रेसेस के द्वारा आईडेंटिफाई किए गए हैं प्राइवेट नेटवर्क में यह एक इंटरनल मशीन है आप इसको आईआईटी खड़कपुर के एक नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं तो मान लिया यह आईआईटी खड़कपुर नेटवर्क है इस आईआईटी खड़कपुर नेटवर्क में एक मशीन इस प्राइवेट आईपी ऐड्रेस 10012 के द्वारा आईडेंटिफाई किया गया है तो जब भी यह मशीन किसी बाहरी मशीन को पैकेट सेंड करना चाहता है तो मान लीजिए यह मशीन है और इसका पब्लिक एड्रेस है 2131681123 और आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप एक आईपी पैकेट तैयार करते हैं और उस आईपी पैकेट में आपके पास सोर्स आईपी होगा 10012 जो कि इस मशीन का प्राइवेट आईपी है और इसके साथ ही पब्लिक आईपी का डेस्टिनेशन होगा जहां आप इस पैकेट को सेंड करना चाहते हैं इस प्राइवेट आईपी के साथ आप बाहरी दुनिया में पब्लिक नेटवर्क को पैकेट सेंड नहीं कर पाएंगे तो जब भी पैकेट नैट डिवाइस पर आता है तो नैट डिवाइस करता क्या है तब यह प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस के बीच में मैपिंग करता है यह प्राइवेट एड्रेस 10012 को एक उपलब्ध पब्लिक एड्रेस 1281437121 के साथ मैप किया गया है और इस पब्लिक ऐड्रेस को इस पैकेट में पुट किया गया है जो कि पब्लिक एड्रेस में जा रहा है अब यह नैट डिवाइस इस प्राइवेट एड्रेस को इस पब्लिक एड्रेस से रिप्लेस कर रहा है और पैकेट सेंड कर रहा है अब पैकेट डेस्टिनेशन पर पहुंचता है पैकेट को रिसीव करने के बाद डेस्टिनेशन रिप्लाई जनरेट करता है और उस रिप्लाई में यह सोर्स आईपी को डेस्टिनेशन आईपी के तौर पर पुट करता है यह डेस्टिनेशन आईपी 1281437121 यह नैट डिवाइस से एसोसिएटेड है वास्तव में यह डिवाइस इससे आईपी ऐड्रेसेस का पूल एसोसिएटेड है तो इन आईपी एड्रेस से संबंधित कोई भी पैकेट इस नैट डिवाइस पर डिलीवर होगा तो पैकेट नैट डिवाइस पर डिलीवर होता है जब कोई पैकेट नैट डिवाइस पर आ रहा हो तो नैट डिवाइस एक नैट टेबल मेंटेन करता है जिसमें यह प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस के बीच में मैपिंग को मेंटेन करता है इसमें यह क्या प्राप्त करता है यह पब्लिक एड्रेस इस मशीन को दिया गया है तो यह नैट डिवाइस सोर्स एड्रेस को डेस्टिनेशन एड्रेस से इस प्राइवेट एड्रेस के साथ रिप्लेस करता है जब भी पैकेट इस नेटवर्क में आ रहा है तो पब्लिक एड्रेस से डेस्टिनेशन ऐड्रेस को संबंधित प्राइवेट एड्रेस में रिप्लेस किया जाता है और इस प्राइवेट एड्रेस के साथ यह पैकेट मशीन मशीन को डिलीवर होता है तो नैट इस प्रकार से काम करता है आप देख सकते हैं कि नेटवर्क में प्रत्येक इंडिविजुअल मशीन के पास एक प्राइवेट एड्रेस हो सकता है और आपको कई पब्लिक ऐड्रेस की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सभी मशीन एक साथ इंटरनेट पर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं इसलिए आपको पब्लिक आईपी ऐड्रेसेस के एक छोटे से सेट की आवश्यकता होती है हो सकता है जितने यूजर्स एक साथ इंटरनेट पर कनेक्ट हो रहे हो उतने ही पब्लिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता हो जब भी कोई यूजर नैट डिवाइस पर पैकेट सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तब नैट प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी में केवल एक ऐड्रेस ट्रांसलेशन मेक करता है यह मैप करने के लिए लोकल नैट टेबल में इंफॉर्मेशन पुट करता है और इसके बाद पैकेट को नेटवर्क के बाहर ट्रांसफर करता है जब भी पैकेट डेस्टिनेशन मशीन पर पहुंचता है तब डेस्टिनेशन मशीन पब्लिक आईपी ऐड्रेस का उपयोग करते हुए आपको एक रिप्लाई करता है और सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी हो जाता है तो यह पैकेट नेटवर्क से होते हुए नैट डिवाइस तक पहुंचता है पैकेट को रिसीव करने के बाद नैट डिवाइस पुनः नैट टेबल में मैपिंग या बेहतर कहे तो रिवर्स मैपिंग प्राप्त करने के लिए देखता है रिवर्स मैपिंग से नैट यह पता लगाता है कि इस मशीन को प्राइवेट आईपी के साथ यह पब्लिक आईपी दिया गया था तो यह डेस्टिनेशन आईपी में एक रिप्लेसमेंट करता है और इसके बाद इसे इंटरनल नेटवर्क को सेंड कर देता है इंटरनल नेटवर्क पैकेट को अंतिम डेस्टिनेशन तक अग्रेषित कर देता है नैट का पूरा ऑपरेशन या कह सकते हैं नैट का आईडिया यही है नैट में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क और नैट बॉक्सेस को मैनेज करते हैं नैट बॉक्सेस कुछ और नहीं बल्कि राउटर्स हैं जो पब्लिक आईपी ऐड्रेसेस के पूल को मैनेज करते हैं आउटगोइंग कनेक्शंस के लिए नैट बॉक्सेस पूल में से एक आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं और फिर उस आईपी से पैकेट को अग्रेषित करते हैं सीमित पब्लिक आईपी की सहायता से अधिकतम यूजर्स की संख्या को सपोर्ट करने के अलावा नैट में कई दिलचस्प यूज़ कैसेज भी हैं एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जब आप अलग अलग आईएसपी के बीच में माइग्रेट करना चाहते हैं तो एक ऑर्गनाइजेशन कई आईएस पी के साथ बेहतर रिलायबिलिटी के लिए कनेक्ट हो सकता है उदाहरण के तौर पर आईआईटी खड़कपुर नेटवर्क अरनेट के साथ साथ एनकेएन नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड है इनमें मल्टीपल आउटगोइंग नेटवर्क है इन्हें हम मल्टी होम नेटवर्क कहते हैं यह नैट नैट बॉक्स में आईपी एड्रेस को चेंज करके आईएसपी के बीच में आसान इंटरचेंज को अनुमति देता है जब भी आप आईएसपी को चेंज कर रहे हो तो आपका आईपी ऐड्रेस पूल भी चेंज हो रहा है आईआईटी खड़कपुर में जितने भी इंटरनल मशीन हैं तो इन इंटरनल मशीन के लिए आपको आईपी ऐड्रेस रिकंफीग्र करने की आवश्यकता नहीं है इनके पास इनका फिक्स्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस है और इनका संबंधित आईएसपी एड्रेस के साथ मैपिंग किया गया है जिनके लिए नैट बॉक्स वर्तमान में कनेक्टेड है और एक गेटवे की तरह काम कर रहा है नैट के बिना आपको यह करना है कि आईएसपी के नेटवर्क आईपी को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको प्रत्येक इंटरनल सिस्टम एड्रेस को चेंज करने की आवश्यकता है लेकिन यहां पर आपको यह करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि नैट बॉक्स इसकी देखभाल कर लेता है इसलिए आपको इंटरनल मशीन में कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं यहां आप एक उदाहरण देख सकते हैं मान लीजिए आरंभ में नैट डिवाइस आईएसपी 1 से साथ कनेक्टेड है तो जब यह आईएसपी 1 के साथ कनेक्टेड है तो उस दौरान आप एक पोर्ट 12814371 21 से एड्रेस दे रहे हैं जैसे ही यह आईएसपी 1 फेल होता है या इसमें कुछ होता है तब नैट डिवाइस आईएसपी 2 से कनेक्ट हो जाता है और फिर यह एक दूसरे एड्रेस पूल मान लीजिए 1281954120 इससे एड्रेस देना शुरू कर देता है यहां पर सिर्फ एक बात होती है कि सिर्फ पब्लिक एड्रेस चेंज होता है और यह पब्लिक ऐड्रेस नैट डिवाइस के द्वारा मैनेज होता है लेकिन वह प्राइवेट आईपी 10012 जो कि इस मशीन को असाइन किया गया था वह अपरिवर्तित रहता है तो यह एड्रेस इसे चेंज होने की आवश्यकता नहीं ये सारे चेंजेज रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको प्रत्येक मशीन को स्वतंत्र रूप से रीकॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं है नैट में एक और दिलचस्प बात है और वह यह है कि आप इसमें आई पी मस्कुएरडिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं तो यह आई पी मस्कुएरडिंग है क्या यह इस प्रकार है मान लीजिए आपके पास एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस है जिसे आप मल्टीपल होस्ट के साथ मैप कर सकते हैं अब आप इसे कैसे करेंगे आप वास्तव में आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट ऐड्रेस का उपयोग कर सकते हैं नैट के संदर्भ में यह संकल्पना काफी दिलचस्प है तो आप यहां क्या कर रहे हैं यह मूलतः नैट का एक्सटेंशन है जिसे हम पोर्ट बेस्ड नैट अथवा पीनैट कहते हैं अब देखिए पीनैट में होता क्या है अगर आप कम्युनिकेशन को देखें तो मूलत यह प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है सोर्स मशीन में एक प्रोसेस डेस्टिनेशन मशीन में दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है ये प्रोसेसेज मशीन के आईपी ऐड्रेस और इसके पोर्ट नंबर के द्वारा आईडेंटिफाई किए जाते हैं तो यह पोर्ट नंबर इस प्रोसेस को यूनीकली आईडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है जो मशीन में रन कर रहा है आप मैपिंग के लिए वास्तव में इस आईपी पोर्ट पेयर का एक साथ उपयोग कर सकते हैं अब आप यह कैसे करेंगे आइए यहां एक उदाहरण देखते हैं मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन पोर्ट 2001 पर इस मशीन में रन कर रहा है जिसका प्राइवेट आईपी 10012 है यहां एक अन्य मशीन है मान लीजिए यह मशीन A है और यह मशीन B मशीन B में यह एक अलग प्राइवेट एड्रेस 10013 का उपयोग कर रहा है और एप्लीकेशन पोर्ट 3020 पर रन कर रहा है अब जब भी यह पैकेट्स बाहर जा रहे हैं और यह किसी पब्लिक मशीन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो हालांकि यह पब्लिक मशीन एक हो या अलग अलग इससे हमें फर्क नहीं पड़ता तो जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो उस दौरान नैट डिवाइस क्या करता है नैट डिवाइस इस आई पी पोर्ट की मैपिंग अन्य आईपी पोर्ट के साथ करता है अब यहां क्या होता है यह पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी और पोर्ट नंबर एक पब्लिक ऐड्रेस और एक पोर्ट के साथ मैप किया जा रहा है दूसरा प्राइवेट आईपी और पोर्ट नंबर अन्य पब्लिक आईपी और पोर्ट के साथ मैप किया जा रहा है यहां मैं दोनों मशीन के लिए एक ही पब्लिक आईपी का उपयोग कर सकता हूं क्योंकि यह पोर्ट नंबर वास्तव में इन दोनों मशीनों को अलग कर रहा है तो जब भी मैं एक रिस्पांस प्राप्त करता हूं मान लीजिए मैं एक रिस्पांस पोर्ट 2100 पर आई पी 1281437121 से प्राप्त कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि रिवर्स मैपिंग में यह पोर्ट 2001 पर 10012 के साथ मैप होगा उसी प्रकार से अगर आप नैट डिवाइस पर एक पैकेट पोर्ट 4444 पर इस पर्टिकुलर मैपिंग से प्राप्त कर रहे हो तो आप जानते हैं कि यह पोर्ट पेयर पोर्ट 3020 पर आई पी 10013 के साथ मैप होगा तो इस प्रकार से सीमित आईपी ऐड्रेसेस की संख्या के साथ आप अधिकतम यूजर्स की संख्या को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी आपके पास 65000 से ज्यादा अलग अलग पोर्ट्स है अगर मैं रिजर्व पोर्ट ऐड्रेस को हटा भी देता हूं तो आपके पास पर्याप्त संख्या में पोर्ट नंबर उपलब्ध रहेंगे यही कारण है कि यदि आपके पास कुछ पब्लिक आईपी ऐड्रेसेस हो तो आप इन कुछ पब्लिक आईपी ऐड्रेसेस को आईपी पोर्ट पेयरके साथ मैप करके वास्तव में प्राइवेट नेटवर्क में यूजर्स की एक बड़ी संख्या को सपोर्ट कर सकते हैं और उनके लिए आप एक ही पब्लिक आईपी लेकिन अलग अलग पोर्ट नंबर का उपयोग कर सकते हैं मैपिंग मौलिक तौर पर आईपी पोर्ट नंबर पेयर के आधार पर किया जाता है ठीक है यही आईपी मस्कुएरडिंग की संकल्पना है जिससे आप प्राइवेट नेटवर्क में यूजर्स की एक बड़ी संख्या को सपोर्ट कर सकते हैं नैट में एक और यूज़ केस है कि यह सर्वर के लोड बैलेंसिंग करने में सहायता करता है यह मल्टीपल आईडेंटिकल सरर्वस के लोड को बैलेंस करता है जो कि सिंगल आईपी ऐड्रेस से एक्सेस हो सकते हैं सरर्वस के बीच में लोड बैलेंस करने के लिए नैट बॉक्स अलग अलग इनकमिंग कनेक्शन को अलग अलग इंटरनल आईपी एड्रेस पर ट्रांसलेट करता है इंटरनल सिस्टम प्राइवेट ऐड्रेसेस के साथ कंफीग्रर होते हैं यहां आप यह उदाहरण देख सकते हैं जब भी आप एक ही डेस्टिनेशन आईपी के लिए रिक्वेस्ट प्राप्त कर रहे हो यहां यह डेस्टिनेशन आई पी 1281437121 है और जब रिक्वेस्ट नैट डिवाइस पर आ रहा है तब लोड के आधार पर नैट डिवाइस इनमें से कुछ रिक्वेस्ट को 10012 आईपी के एक मशीन पर तथा इनमें से कुछ रिक्वेस्ट को 10013 आईपी के एक अन्य मशीन पर रीडायरेक्ट कर देता है इस प्रकार से एक ही पब्लिक आईपी मल्टीपल प्राइवेट आईपी के साथ मैप किया जा सकता है और नैट मल्टीपल प्राइवेट आईपी ऐड्रेसेस पर रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके वास्तव में लोड बैलेंसिंग कर सकता है अब आप इस मशीन पर विचार करें जैसे वेब सर्वर और आपके पास वेब सर्वर की दो अलग अलग अलग कॉपीज है इस आईपी ऐड्रेस 128143721 पर जब भी वेब रिक्वेस्ट आ रहा हो तो आप उपलब्धता के आधार पर प्राइवेट आईपी ऐड्रेसेस 1 0012 अथवा 10013 के साथ मैपिंग करते हैं और लोड बैलेंसर सिद्धांत के आधार पर रिक्वेस्ट को उन मशीन पर सेंड करते हैं तो यह नैट के बारे में वृहत आईडिया है नैट की एक सीमा है और वह यह कि आपके पास नेटवर्क के बाहर कोई ऐसा होना चाहिए जो इस पर्टिकुलर मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सके आपके पास यह मैपिंग जो आप स्लाइड में देख सकते हैं तो यह मैपिंग नैट डिवाइस में होना चाहिए जब तक आपके पास यह मैपिंग नैट डिवाइस में नहीं है तब तक आप नेटवर्क के बाहर के रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर सकते यही कारण है कि यदि आप नैट से कनेक्टेड नहीं है तो उस दौरान नेटवर्क के बाहर से कोई भी सीधे तौर पर आपको कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक की उसके पास इस नैट डिवाइस का पब्लिक आईपी ना हो जब भी आप नेटवर्क के अंदर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो दौरान आप वास्तव में नेटवर्क के बाहर के मशीन को यह अनुमति दे रहे हैं कि वह सोर्स डेस्टिनेशन आईपी पेयर के माध्यम से पब्लिक आईपी ऐड्रेस की जानकारी प्राप्त कर सके मान लीजिए कि यह आपका नैट बाउंड्री है और आपके पास यह नैट बॉक्स है एक मशीन यह नेटवर्क के अंदर है और यह मशीन पब्लिक डोमेन में है यह मेरा पब्लिक डोमेन है और यह मेरा प्राइवेट डोमेन तो जब भी आप एक पैकेट सेंड कर रहे हैं और यदि कनेक्शन नेटवर्क के अंदर से इनीशिएट किया गया है तब आपके पास यह सोर्स आईपी है जो कि एक प्राइवेट आईपी की तरह है मान लीजिए 10012 यह आपका आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी आपके पब्लिक आईपी की तरह है जो मान लीजिए 202141813 है और जब भी पैकेट बाहर जा रहा है तब नैट बॉक्स इस सोर्स आईपी को किसी पब्लिक आईपी मान लीजिए 194322 में चेंज कर रहा है तथा डेस्टिनेशन आईपी पूर्ववत है जब भी यह मशीन इस आईपी से इस पार्टिकुलर मैसेज को रिसीव कर रहा है तब यह इससे पता चलता है कि यह मेरा डेस्टिनेशन आईपी होना चाहिए यानी जो रिक्वेस्ट में सोर्स आईपी है आप देख सकते हैं यह रिक्वेस्ट मैसेज था रिक्वेस्ट पर सोर्स आईपी को रिप्लाई पर डेस्टिनेशन आईपी होना चाहिए रिप्लाई मैसेज में यह डेस्टिनेशन आईपी का उपयोग करता है यह डेस्टिनेशन आईपी का उपयोग करता है यह आप यहां देख सकते हैं 194322 और फिर पैकेट को वापस सेंड करता है जब यह नैट पर आता है तब नैट इस डेस्टिनेशन आईपी को इस सोर्स आई पी में चेंज कर देता है और इसके बाद इंटरनल मशीन पर पैकेट अग्रेषित किया जाता है अगर इंटरनल मशीन कनेक्शन को इनीशिएट नहीं कर रहा है तो उस दौरान यह काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है उस दौरान आपको क्या करना होता है मान लीजिए प्राइवेट डोमेन में यह मेरा इंटरनल मशीन है और पब्लिक डोमेन में मेरा मशीन यह है और इस स्थिति में यह नैट बॉक्स है अब देखिए यह पब्लिक मशीन इस इंटरनल आईपी 10342 को पैकेट सेंड नहीं कर सकता इसे नैट बॉक्स के पब्लिक आई पी की जानकारी होनी चाहिए जब तक आप को नैट बॉक्स के पब्लिक आईपी की जानकारी नहीं है तब तक पब्लिक डोमेन में यह जो मशीन है वह कनेक्शन इनीशिएट करने में सक्षम नहीं हो पाएगा इस समस्या को हल करने के लिए लोग डीएनएस का उपयोग करते हैं डीएनएस में आपके पास मैपिंग है तो इन बातों को उद्धृत करने के बजाए मैंने वेब सर्वर का एक उदाहरण दिया है आईआईटी खड़कपुर के लिए हमारे पास यह डबल्यू डबल्यू डबल्यू डॉट आईआईटीकेजीपी डॉट एसी डॉट इन wwwiitkgpacin है और जब भी आप इस डीएनएस नेम के साथ एक मशीन को एक्सेस कर रहे हैं तब डीएनएस के पास एक आईपी है जो कि डबल्यू डबल्यू डबल्यू डॉट आईआईटीकेजीपी डॉट एसी डॉट इन wwwiitkgpacin के साथ मैप किया गया है यह इस प्रकार है जैसे मान लीजिए 202141812 और यह पर्टिकुलर आईपी नैट बॉक्स के आईपी के साथ मैप किया गया है जब भी रिक्वेस्ट आता है तो हमारे पास वेब सर्वर्स के मल्टीपल कॉपीज है लोड बैलेंसिंग के सिद्धांत के आधार पर यह रिक्वेस्ट को यह प्राइवेट नेटवर्क में मशीन में किसी एक मशीन को अग्रेषित करता है जब भी हमें इस ऐसी लोड बैलेंसिंग की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार से डीएनएस का उपयोग करते हुए हम कभी कभी इस समस्या का समाधान करते हैं सामान्यतः जब तक आपके पास नैट बॉक्स का आई पी नहीं है तब तक आप प्राइवेट नेटवर्क से अथवा इंटरनल नेटवर्क से कनेक्शन इनीशिएट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तो यह नेटवर्क ऐड्रेस ट्रांसलेशन की संकल्पना के बारे में विस्तृत चर्चा थी जो कि वास्तव में IPV4 की सहायता से नोड्स की एक बड़ी संख्या को सपोर्ट करने के लिए काफी उपयोगी मैकेनिज्म है अगली कक्षा में हम IPV6 को देखेंगे हालांकि IPv6 बहुत सफल प्रोटोकॉल नहीं है और यद्यपि नेटवर्क डिजाइन ने काफी पहले यह समझ लिया था कि IPv6 आवश्यक है लेकिन अभी तक लोग वैश्विक स्तर पर प्रत्येक उद्देश्य के लिए इसे IPv6 को सफलतापूर्वक डिप्लोए नहीं कर पाए हैं IPv6 IPv4 की तुलना में अधिक संख्या में ऐड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है तथा इसमें आईपी प्रोटोकोल को मैनेज करने का बेहतर मेकैनिज्म है यद्यपि यह सफल नहीं है लेकिन कई जगहों पर जैसे आईलैंड इत्यादि में IPv6 प्रयुक्त होता है हाल के दिनों में लोग IPv6 को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं अगली कक्षा में हम संक्षेप में IPv6 के मौलिक सिद्धांतों को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि किस प्रकार लोग IPv4 ऐड्रेसिंग मेकैनिज्म और IPv6 ऐड्रेसिंग मेकैनिज्म के बीच मैपिंग अथवा कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद